स्वागत है दोस्तों हमने शोध दृष्टिकोण के बारे में बात की थी और हमने शोध डिजाइन की शुरुआत की थी हमने शोध डिजाइन के पहले भाग के बारे में भी चर्चा की थी जो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन था जहां हमने इस बारे में बात की थी कि मूल रूप से यह क्या है और इसे कैसे आयोजित किया जाता है इस व्याख्यान में हम कन्क्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे एक होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और दूसरा कैज़ुअल रिसर्च हम इसके विवरण में जाएंगे तो कन्क्लूसिव रिसर्च क्या है इसमे हमारी मार्केटिंग घटनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया होता है एक्सप्लोरेटरी में आप थोड़ा आलसी हो जाते हैं क्यूंकि आप नहीं जानते की क्या निष्कर्ष निकलेगा आप डिजाइन में खोज कर रहे हैं लेकिन जैसा की कन्क्लूसिव के नाम से पता चलता है यह निष्कर्ष निकालने या निर्णय लेने में व्यावहारिक रूप से उपयोगी निष्कर्षों को उत्पन्न करने के लिए लागू किया जाता है तो जैसा कि मैंने कहा की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से हम समझ को परिभाषित करने में सक्षम होते हैं जैसे की किसी बाजार में लोग ज़्यादा सांस्कृतिक और पारंपरिक होते तो वहां वे पारंपरिक उत्पाद खरीदते हैं और कहीं कहीं लोग बहुत आधुनिक होते है वहां पर ऐसे उत्पाद काम बेचे और खरीदे जाते हैं तो यह एक परिकल्पना है कि उत्पादों के विभिन्न अन्य प्रकार की बिक्री के उपयोग का वर्णन कैसे किया गया है लेकिन परीक्षण करने के लिए इस परिकल्पना का निर्माण महत्वपूर्ण हैं कन्क्लूसिव रिसर्च डिजाइन में हम एक निष्कर्ष निकालते हैं और प्रस्तुत करते हैं भारत में उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक नई सहायक कंपनी रिलायंस जियो शुरू की जो दूरसंचार कंपनी है जो मोबाइल कॉल इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती हैं यह कंपनी बहुत सारे ऑफर्स भी ग्राहकों को प्रदान कर रही है रिलायंस की आर्थिक क्षमता को देखते हुए अन्य कंपनियों के लिए जैसे वोडाफोन एयरटेल इत्यादी के लिए प्रतिस्पर्धा में बने रहना बहुत मुश्किल बन गया है अब भारतीय दूरसंचार दिग्गजों में रिलायंस जीओ का क्या प्रभाव होगा इसका अध्ययन करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज्ञान है की जब एक नया खिलाड़ी बाजार में प्रवेश करता है तो क्या होता है तो इसके लिए हम बाजार का वर्णन करने की कोशिश करेंगे और परिकल्पना को विकसित करके उसका परीक्षण करेंगे तो एक्सप्लोरेटरी बनाम कन्क्लूसिव में हम एक विशिष्ट परिकल्पना का परीक्षण करके इसकी जांच करते हैं जानकारी को ढंग से परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि स्पष्ट रूप से हमारे पास जानकारी उपलब्ध है और हम उसका वर्णन कर सकते हैं आप कुछ जानकारी को खोजने में इसका उपयोग कर सकते हैं और यह खोजपूर्ण परिकल्पना के निर्माण में मदद करता है यह एक्सपर्ट सर्वे पायलट सर्वे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स फोकस ग्रुप्स से किया जा सकता है लेकिन इसका सही तरीका है स्त्रुक्टुरेस ऑब्ज़रवशन्स एंड एक्सपेरिमेंट्स कन्क्लूसिव रिसर्च दो प्रकार की होती है डिस्क्रिप्टिव और कैज़ुअल मूल रूप से प्रयोगों सभी प्रयोगों में कैज़ुअल रिसर्च होती है बुनियादी इंजीनियरिंग भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान में रसायन शास्त्र में किसी भी शोध में हम कैज़ुअल रिसर्च ही करते हैं दूसरी ओर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को दो में विभाजित किया गया जो है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन और लोंगीटुडनल डिजाइन क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन जैसे आप जानते हैं कि हम डेटा एकत्र करना कहते हैं यह एक समय में होता है यह एक विशेष समय अवधि में होता हैं तो मान लें कि इस वर्ष 2017 में मैंने डेटा एकत्र किया है और मान लीजिए कि यह 1000 रेस पॉन्डेंट्स से हुआ है इसलिए कोई शोधकर्ता यह मान सकते हैं कि सभी आप अन्य पैरामीटर्स एक जैसे होंगे क्योंकि साल एक ही है इसलिए वे उत्तरदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे क्यूंकि हम इस आंदोलन में जो भी डेटा एकत्र करते हैं वह सटीक होगा क्योंकि उत्तरदाता आपको नियंत्रित तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि स्थितियां अलग नहीं हैं और वे वही स्थितियां हैं उन सभी के लिए प्रचलित हैं इसलिए हम कहते हैं कि यह शोध क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है दूसरे हाथ पर अगर मैं मान लीजिए यह डाटा 2017 में 2018 में और 2019 में एकत्र करता हूँ और मैं उनके व्यवहार में बदलाव को उनके पैटर्न या खरीद में चिह्नित करता हूँ तो मैं मूल रूप से तीन अलग अलग समय अवधि में यानि 2107 2018 और 2019 में उनके व्यवहार में बदलाव का निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे शोध के क्षेत्रों में हैं जो मूल रूप से हमारे शोध का उद्देश्य भी हैं मान लीजिए कि हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुद्रास्फीति बदल गई है क्या लोगों की क्रय शक्ति बदल गई है या लोगों की अपनी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है मान लीजिए कि ये हमारे उद्देश्य 1 उद्देश्य 2 और उद्देश्य 3 हैं इस उद्देश्य को मापने के बाद हम कह सकते हैं कि ठीक है यह काम हो रहा है या नहीं हो रहा है क्या यह बढ़ रहा है या यह गिर रहा है तो यह सभी क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और लोंगीटुडनल डिज़ाइन है मूल रूप से सभी प्रबंधन अनुसंधानों में आर्थिक क्षेत्र को छोड़कर प्रबंधन वित्तीय अनुसंधान में लोंगीटुडनल रिसर्च का उपयोग किया जा रहा है क्यूंकि अर्थशास्त्र में पूरी तरह से लोंगीटुडनल रिसर्च होता है लेकिन मार्केटिंग में मूल रूप से हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च करते हैं हम एक समय में में ही डाटा को लेंगे यदि हम एक बिंदु पर इसे नहीं लेते हैं तो डेटा का व्यवहार बदल सकता है या इसी तरह यदि आप एक अनुदैर्ध्य डेटा नहीं लेते हैं या आप उत्तरदाताओं को बदल देते हैं तो इसका व्यवहार बदल सकता है इसलिए हमे प्रतिवादी में एक जैसा लोगीटुडनल डिज़ाइन लेना होगा अब हमारा क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन भी दो हिस्सों में बांटा गया है यह सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन होता है सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में आप उत्तरदाताओं के एक समूह से एक बार डाटा एकत्रित करते हो मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में एक से अधिक समूह से डेटा एकत्र किया जा सकता है मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा तो आइए हम पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बीच के अंतर पर जाएं जैसा कि आप यहां देख हमने पूर्व में टाटा नैनो का उदहारण लिया था एक नई कार की बाजार का आकार निर्धारित करने के लिए टाटा ने यह अध्ययन किया था जो बहुत महत्वपूर्ण था वह यह पता लगाना चाहते थे की एक छोटे भारतीय परिवार के लिए एक सस्ती गाडी के व्यापार की क्या संभावनाएं हैं सवाल यह था कि क्या बाजार का आकार पर्याप्त है या नहीं इसके लिए उन्हें डिस्क्रिप्टिव शोध से गुजरना पड़ा अब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक और उदाहरण लेते हैं नोकिआ मोबाइल फोन की दिग्गज कंपनी है जिसका मोबाइल के बाजार में हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा था लेकिन धीरे धीरे यह कम होने लगा हम सभी जानते हैं कि बैटरी की समस्याओं के कारण नोकिया को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा नोकिया कंपनी अपनी विफलता के कारणों को जानना चाहती थी की कि प्रमुख कारण क्या थे जिनकी वजह से वे बाजार में असफल रहे तो ऐसा करने के लिए उन्हें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का माध्यम चुनना पड़ा वे समझना चाहते थे की कैसे यह विशेष पैरामीटर उनकी बिक्री में गिरावट को प्रभावित कर रहे हैं स्लाइड पर दिया गया चित्र कह रहा की कि मुझे और अधिक डेटा को देखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ की यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है यह शब्द 'पर्याप्त' बहुत महत्वपूर्ण है इसे ध्यान रखियेगा मूल रूप से कितना महत्वपूर्ण है और क्या एक परिकल्पना की अपेक्षा करना या किसी परिकल्पना को अस्वीकार करना आपके महत्व मूल्य पर निर्भर करेगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उपयोग हम प्रासंगिक समूहों के लिए बिक्री संगठनों के लिए या बाजार की एक वास्तविक विशेषता को समझने के लिए कर सकते है एक निश्चित व्यवहार को प्रदर्शित करने वाली निर्दिष्ट जनसंख्या में इकाइयों की प्रतिशत अनुमान लगाने के लिए भी कर सकते हैं एक बहुत दिलचस्प अध्ययन था जब केलॉग्स भारत में आए थे और अपना उत्पाद लॉन्च कर रहे थे उनको लगा की केलॉग एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है तो वे भारत में भी बहुत सफल रहेंगे लेकिन उन्होंने पाया की भारत में लोग उनका उत्पाद नहीं खरीद रहे हैं अध्यन से उन्होंने पाया की पश्चिम देशो में जहां लोग उसे ठंडे दूध के साथ खा रहे भारत के लोग उसे गर्म दूध में पसंद करते हैं तो यह लोगों की संस्कृति में आदत है भारत में हम इसे गर्म दूध में पसंद करते हैं तो यह वह जगह है जहाँ केलॉग को लोगों को शिक्षित करना था की कॉर्नफ़्लेक्स खाने का सही तरीका क्या है तो इसका उपयोग लोगों के एक निश्चित व्यवहार को सही ढंग से समझने के लिए उत्पाद विशेषताओं की धारणा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है एक और बहुत ही दिलचस्प शोध चल रहा है उदाहरण के लिए क्या छाते की ब्रांडिंग करना अच्छा रहेगा किसी कंपनी को अलग अलग ब्रांडों के लिए जाना चाहिए या जापानी कंपनियों की तरह करा जाना चाहिए उदाहरण के लिए विशुविची मैकविटा उनके पास विभिन्न उत्पाद श्रृंखलाएं उपलब्ध हैं लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि कुछ कंपनियां जैसे प्रोक्टर एंड गैंबल Procter Gamble और हिंदुस्तान योनिलेवेर अपने ब्रांडों के साथ आये हैं तो लोगों को क्या ठीक लगता है इसकी धारणाओं को निर्धारित करने के लिए यह निर्धारित करने के लिए कि मार्केटिंग वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं अब सवाल है की क्या पैकिंग से उपभोक्ता के व्यवहार में कोई फरक पड़ता है इस प्रकार बिक्री संवर्धन का प्रभाव पैकिंग पर और एक सेलिब्रिटी के समर्थन का वास्तव क्या केवल उपभोक्ता उत्पादों में पड़ता है या औद्योगिक उत्पादों पर भी पड़ता है ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं इसमे सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा दोनों का उपयोग किया जाता है और सेकेंडरी डेटा का मात्रात्मक तरीके से विश्लेषण किया जाता है तो सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में मैं आपको बताना चाहता था कि उत्तरदाताओं का एक ही सैंपल है और एमल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में दो या दो से अधिक सैंपल की जानकारी प्राप्त की जाती है तो उत्तरदाताओं के दो या दो से अधिक सैंपल में अंतर निहित है अक्सर अलग अलग सैम्पल्स से अलग अलग समय पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है अब यह कुछ ऐसा है जैसे आप कई क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन के लिए केवल अध्ययन को मान्य कर रहे है ताकि अध्ययन को मान्य किया जा सके जैसे की आपके पास एक प्रतिवादी के दो अलग अलग समूहों का डाटा हैं और आप डेटा एकत्र कर रहे हैं और फिर एक निष्कर्ष निका कर यह क्रिया दोहराएं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन जैसा ही कोहॉर्ट एनालिसिस होता है आइये देखते हैं की यह है क्या मूल रूप से यह उत्तरदाताओं का एक समूह है जो समान समय अंतराल में एक ही घटना का अनुभव करते हैं उदहारण के लिए हैरी पॉटर की पीढ़ी वाले बच्चे इस पीढ़ी ने एक समय में एक समान घटनाओं का अनुभव किया है सब उपभोक्ताओं के पास हैरी पॉटर की किताबें थीं लेकिन अब बात यह है कि इसके बाद क्या होता है कई बार कंपनियां यह नहीं पहचान पाती हैं कि उपभोक्ता के साथ क्या करना है उदाहरण के लिए भारत में जीएसके हॉर्लिक्स उत्पाद का निर्माता है और अलग अलग उत्पाद जैसे की महिलाओं के लिए बच्चों के लिए हॉर्लिक्स का निर्माण करता है अब यह समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है कि उपभोक्ता को अलग अलग समय अवधि में कैसे बनाए रखा जाए आइए अब इस पर नजर डालते हैं यदि आप इस तालिका को देखें तो आप देखेंगे कि 8 से 19 20 से 29 30 से 39 40 से 49 तक के विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं तो यहाँ क्या हो रहा है यदि आप इसे अपने दृष्टिकोण से देखते हैं यदि आप उम्र और वर्षों को देखते हैं तो कोई भी निष्कर्ष पर आ सकता है यदि आप वर्टिकली नीचे जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये 8 से 19 आयु वर्ग हैं जो की 50 प्लस है और ये समयावधि हैं तो अगर आप अवधि पर गौर करते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं उम्र के बढ़ने के साथ लोगों की संख्या में गिरावट आ रही है और लोगों के उपभोग में भी गिरावट आ रही है लेकिन अगर आप देखो तो जब यह व्यक्ति 8 से 19 वर्ष तक का था तो यह 529 व्यक्तियों के लिए उपभोग कर रहा था और जब अगले दशक में यह 20 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में आया तो एक नया समूह 8 से 19 वर्ष में आ गया तो यह खपत 167 हो जाती है और यह 452 नहीं बल्कि 607 है तो शीतल पेय की खपत कम होने के बजाय बढ़ रही है और 677 तक पहुंच रही है इसलिए हमें इसे देखना होगा की कोहॉर्ट क्या है और यह कॉहोर्ट्स मार्केटिंग विशेषता या कंपनी के किसी उत्पाद की बिक्री को कैसे प्रभावित करता हैं एक पहली नज़र से लगेगा की यह घटती प्रवृत्तियों है लेकिन वास्तव में यह प्रवृत्तियों बढ़ रही है मैंने पहले भी लोंगीटुडनल डिज़ाइन के बारे में बताया था की वे क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन से कैसे अलग है लोंगीटुडनल डिज़ाइन में सैम्पल्स एक समान रहते हैं और यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है तो यह क्रॉस सेक्शनल और लोंगीटुडनल डिज़ाइन के कुछ फायदे और नुकसान हैं जैसे कि क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में परिवर्तन दिखाई नहीं देते है लेकिन एक लोंगीटुडनल डिज़ाइन में क्योंकि प्रतिवादी वही रहते है तो स्तिथी में परिवर्तन बहुत स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव में और क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में एक छोटा डेटा सेट है तो आपको उचित परिणाम मिलने में समस्या हो सकती है लेकिन लोंगीटुडनल डिज़ाइन में आपको बहुत ज़्यादा उत्तरदाताओं की आवश्यकता नहीं है लेकिन उनके बार बार उपलब्ध होने की है इसलिए आप देखते हैं की इसमे पूर्वाग्रह कम होते है लेकिन यहां क्योंकि उत्तरदाता कम थे और आप गलत चयन प्रक्रिया बना सकते थे इसलिए प्रतिक्रिया में पूर्वाग्रह अधिक हो सकता है दूसरी ओर कैज़ुअल रिसर्च का उपयोग कारण और प्रभाव संबंधों को सही प्रकार प्राप्त करने के लिए किया जाता है उदहारण के लिए जब वर्चुअल रिअलिटी मानवता के लिए बहुत स्पष्ट हो जाएगी तब क्या होगा और हर कोई वर्चुअल रिअलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग करने में सक्षम होगा जिसके परिणामस्वरूप विज्ञापन उद्योग एक उल्लेखनीय बदलाव से गुजरेगा जो लोग तकनीकी रूप से समझदार नहीं हैं क्या वे चरणबद्ध हो जाएंगे या कौन जानता है कि उनका क्या होगा क्योंकि कई नए उत्पादों के बाजार में आने से और नई तकनीक ने अन्य पुराने उत्पादों और तकनीकों को अप्रचलित कर दिया है आप देखते हैं कि बाजार में कई कंपनियां मौजूद नहीं हैं जो एक समय में दुनिया की शीर्ष कंपनियां थीं उदाहरण के लिए रिलायंस जिओ ने एक शोध किया था की घटती कॉल दरों को लोग कैसे देखेंगे इस शोध के आधार पर उन्होंने अपनी कीमतों में कमी की हैं यह अभूतपूर्व है कि वे बहुत कम दरों पर दूरभाष सेवाएं दे रहे हैं और अब वे देखना चाहते हैं कि क्या यह बढ़ती बिक्री के साथ साथ बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि भी देगा के कारण कई कंपनियां आज वॉल्यूम गेम पर खेलती हैं वॉल्यूम गेम और कुछ नहीं बल्कि अधिक उत्पादन करने के लिए है और आप जानते हैं कि कम कीमत पर बेचना है ताकि आप बिल्कुल भी लाभ उठा सकें उदाहरण के लिए आप आपूर्ति श्रृंखला में आप एक बड़े उपभोक्ता आधार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार आप एक इकाई से कम कीमत पर उन नुकसानों को कम कर सकते हैं या आप उन नुकसानों के साथ समायोजित कर सकते हैं लेकिन समग्र अवधि में आप सही लाभ प्राप्त कर सकते हैं अब इस स्लाइड को देखिये जब धूप तेज हो रही है और बहुत गर्मी है तब आइसक्रीम की आवश्यकता होती है जब व्यक्ति थक जाता है तो और बहुत प्यासा होता है तो उसे आइसक्रीम की आवश्यकता होती है आइसक्रीम की सेल्स का कारक सूर्य के तापमान पर निर्भर होता है इसी प्रकार थकान या ऊर्जा की कमी के कारण भी इसे जोड़ा जा सकता है और आपके प्रभाव क्या हो सकते हैं यह कभी कभी दिखाई नहीं देता है वास्तव में इस विषय में गहरी देखना है इस केलॉग के मामले है पहले मैंने केलॉग का उदाहरण बताया उसका एक्सप्लोरेटरी हिस्सा वे सीखना चाहते थे की पैकेजिंग बिक्री पर प्रयास हो सकता है उदाहरण के लिए उन्होंने पैकेज के दो डिजाइन बनाए जिनमें से एक मौजूदा है और दूसरा एक नया डिज़ाइन था इसलिए वे दो अलग अलग दुकानों में एक प्रयोग स्थापित करना चाहते थे ताकि मूल बॉक्स में अनाज बेच सके उदाहरण के लिए वे दर्शाते कि यह मूल बॉक्स है तो उदाहरण के लिए परिणाम कहता है कि यह मूल बॉक्स है और फिर आपके पास एक चिकना नया बॉक्स है जो कुछ हद तक नए की तरह दिखता है और उतनी ही मात्रा में अन्य चीजें स्थिर रहती हैं उत्पाद की मात्रा में आप जानते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ था केवल पैकेजिंग बदल जाएगी पूर्वाग्रह के किसी भी बाहरी स्रोत से बचने के लिए सावधानी बरतने के बाद वे पैकेजिंग पर बिक्री के बीच के अंतर को मापेंगे अब आप ने तो सुना ही होगा आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है और कई कंपनियां इस का लाभ ले रही है जिसको डेको प्रभाव कहा जाता है अब डेको प्रभाव में कंपनी लाभ के लिए यह उपयोग कर रहे हैं अभी क्या आप क्या करेंगे आप कुछ सामग्री देने को कहते हैं कि यह एक विशेष कीमतों मान लीजिए 5 डॉलर की है और उसके बाद आप थोड़ा इसे बढ़ाते हैं और 8 डॉलर कर देते हैं और तीसरा हो सकता है आप थोड़ा और देते हैं और इसे 16 डॉलर कहते हैं जब मैं ऐसा करता हूं इस तरह की पैकेजिंग कंपनियां और खुदरा विक्रेता बनाते हैं तो आप जानते हैं कि सभी लोगों को लगता है कि 16 वें एक बड़ी संख्या है इसलिए यह बहुत महंगा है और वे 5 और 8 की तुलना करना शुरू करते हैं और उन्हें लगता है कि 8 लगभग वह स्तर देता है जो कीमत में दोगुना नहीं है इसलिए यह उस तरह का प्रभाव है जो होता है और लोगों उसका उपयोग शुरू कर देते हैं और इस डेको प्रभाव पर एप्पल ने बाजार में जबरदस्त लाभ कमाया है लोगों ने उपभोक्ता साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है और लाभ के लिए कंपनियों ने उपयोग किया है तो क्या नए पैकेज का अनाज की बिक्री पर कोई असर पड़ा है हम क्या प्रभाव कह रहे हैं इसलिए कैजुअल रिसर्च का उपयोग करें मूल रूप से जैसा कि मैंने कहा कि कैजुअल रिसर्च में एक आश्रित वेरिएबल होता है और आपके पास एक या एक से अधिक स्वतंत्र वेरिएबल होते हैं 1 2 या IVn हो सकता है इसलिए यह 1 या अधिक स्वतंत्र वेरिएबल होंगे तो यह आश्रित वेरिएबल कैसे ठीक हैं तो यह आश्रित वेरिएबल कैसे हैं यह भी आवश्यक नहीं है कि आपके पास एक आश्रित वेरिएबल है क्योंकि डेटा विश्लेषण के लिए मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे संभालते हैं जहां बहु निर्भर वेरिएबल हैं यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास केवल एक आश्रित वेरिएबल होना चाहिए कभी कभी आश्रित वेरिएबल भी अपना व्यवहार बदलता है एक बार स्वतंत्र वेरिएबल अगली बार के लिए विभिन्न वेरिएबल हो सकता है जो चीजों की संरचना में उपयोग होते है जैसे संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग में पथ विश्लेषण जहाँ मैं समझाऊंगा और एक उदाहरण में जहां एक से अधिक आश्रित वेरिएबल है तो इस तरह की स्थितियों में कैसे कैजुअल वेरिएबल की प्रकृति का निर्धारण किया जाए और बीच के रिश्ते के असर की भविष्यवाणी करनी होगी ताकि आप देख सकें कि कुछ ऐसा है जिसे आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग में त्रुटि के संदर्भ में हम कहते हैं कि यह शोर है या अस्पष्टीकृत भिन्नता है मूल रूप से अस्पष्टीकृत वेरिएबल जिन्हें आप अपने आश्रित वेरिएबल के माध्यम से समझा सकते थे मान लें कि 80 स्पष्टीकरण और शेष 20 अस्पष्टीकृत है इसलिए विधि अब प्रयोग है यह मतभेदों का एक संक्षिप्त विवरण है इस वर्ग के अंत में आने से पहले एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव कैजुअल में से जैसा कि मैंने कहा विचारों की वस्तुनिष्ठ खोज बाजार की विशेषताओं का वर्णन करें यह निर्धारित करने के लिए आकस्मिक और प्रभाव यह अधिक लचीला और बहुमुखी अधिकार है यह उचित द्वारा चिह्नित है परिकल्पना का पूर्व सूत्रीकरण जो इस चरण से किया जाता है एक्सप्लोरेटरी यहाँ मदद करता है एक या एक से अधिक स्वतंत्र वेरिएबल का हेरफेर जैसा कि मैंने कहा था कि यह हेरफेर शायद एक नए आश्रित वेरिएबल में लाएंगे और प्रभाव देखेंगे या आप गुणांक को कम कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं इसे देखें और विधियाँ विशेषज्ञ सर्वेक्षण हैं जिन्हें मैंने पहले ही अवलोकन और अन्य डेटा प्राथमिक सेवा और प्रयोगों के बारे में बताया है तो मैं यहां कक्षा को समाप्त करता हूं इसलिए आज हमने सत्र में जो किया है क्या हम समझ गए हैं कि वह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है और एक कैजुअल रिसर्च क्या है वे कैसे भिन्न है कोहऑर्ट विश्लेषण क्या है क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन क्या है लोंगिट्युडिनल डिजाइन क्या है और वास्तव में एक कैजुअल रिसर्च क्या है जहां यह एक कारण और प्रभाव है और एक निर्भर वेरिएबल है वहां संभावित स्वतंत्र वेरिएबल और कुछ त्रुटि शब्द हैं जिन्हें मैंने समझाया है जिसका हम वर्णन करेंगे या धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं विषय में आते जाते हैं और हम बाद में करेंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद